वेलकम बैक तो यह इस विशेष व्याख्यान के लिए अंतिम मॉड्यूल है हम opamp को देख रहे थे और कई सर्किट के रूप में opamp का उपयोग कर रहे थे हमने क्या प्रयोग किया है हमने एक इनवरटिंग एम्पलीफायर के रूप में opamp का उपयोग किया है हमने एक नॉन इनवरटिंग एम्पलीफायर के रूप में opamp का उपयोग किया है हमने एक समिंग एम्पलीफायर के रूप में opamp का उपयोग किया है हमने opamp को एक इंटीग्रेटरके रूप में उपयोग किया है अब हम देखेंगे कि कैसे opamp को एक डिफरेंशिएटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है हमने opamp का उपयोग एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर के रूप में भी किया है और हमने कई समस्याओं को हल करने की कोशिश की है और हमने समाधान ढूंढे हैं और ज्यादातर जो चीजें आपको थ्योरी कक्षा में सिखाई गई थीं मैं उन्हें प्रयोग कक्षाओं के एक भाग के रूप में भी दिखाऊंगा तो अब अगर आप स्लाइड पर वापस आ सकते हैं तो आप जो देख रहे हैं वह एक डिफरेंशिएटर है इसलिए यदि आपने अंतिम मॉड्यूल देखा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक इंटीग्रेटर के विपरीत है याद रखें इंटीग्रेटर यहीं देखें कैपेसिटर यहाँ है देखें तो बस R और C की स्थिति को बदलकर मैं एक इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट बना सकता हूं तोडिफरेंशिएटर एक डिफरेंशिएटर क्या है डिफरेंशिएटर एक सर्किट होता है जिसका आउटपुट आनुपातिक होता है जिसका आउटपुट इनपुट वोल्टेज के ऋणात्मक अंतर के समानुपाती होता है डिफरेंशिएटर एक सर्किट है जिसका आउटपुट समय के संबंध में इनपुट वोल्टेज के नकारात्मक अंतर के आनुपातिक है इसलिए यदि मैं समीकरण लिखना चाहता हूं अब क्योंकि R और C के माध्यम से करंट समान है जैसे कि इंटीग्रेटर मेरा करंट यहाँ से होकर जाता है और यहाँ से होकर जाने वाला करंट भी ऐसा ही होगा मैं इसके लिए करंट समीकरण को लिख सकता हूं इसलिए यहां से मैं यह वैल्यू प्राप्त कर सकता हूं अब इस दिए गए सर्किट के लिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया हैइस सर्किट के लिएडिफरेंशिएटर सर्किट के आउटपुट वोल्टेज का मान ज्ञात करना है मान लें कि इनपुट वोल्टेज 35 वोल्ट है और समय स्थिर 15 मिलीसेकंड है इनपुट वोल्टेज के दिए गए मान के लिए और समय की निरंतरता को देखते हुए अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज ढूंढना है इसलिए यह बहुत आसान है क्योंकि मैं सूत्र जानता हूं मुझे पता है कि इसलिए अगर मैं Vo के मूल्य को प्रतिस्थापित करता हूं R के मूल्य को प्रतिस्थापित करता हूं C के स्थानापन्न मूल्य को और मुझे पहले से ही पता है कि क्या Vin सही है तो मैं आसानी से आउटपुट वोल्टेज Vo पा सकता हूं और जब आप इसे हल करेंगे तो आपको Vo का मूल्य मिलेगा Vo 165 sin 100 πt volts इसलिए यदि आपको एक डिफरेंशिएटर का उदाहरण दिया जाता है यदि आपको एक डिफरेंशिएटर का उदाहरण दिया जाता है जैसे 1000 हर्ट्ज पर एक वोल्ट की साइन वेव एक डिफरेंशिएटर पर निम्नलिखित विनिर्देशन के साथ लगाया जाता है RF दिया गया है C 1 दिया गया है आउटपुट वेव खोजें तो क्या दिया जाता है कि अगर मैं एक डिफरेंशिएटर के लिए 1000 हर्ट्ज पर 1 वोल्ट की साइन वेव को लागू करता हूं और मुझे पता है कि RF का मूल्य क्या है मुझे पता है कि C 1 का मूल्य क्या है आउटपुट वेव खोजें तो यह मूल्य दिया जाता हैVin साइन वेव 1 वोल्ट तो इसलिए वोल्टेज डिफरेंशिएटर का आउटपुट इस मान से दिया जाता है जब मैं मूल्य को प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि इस प्रकार आउटपुट वेवफॉर्म एक जैसा दिखता है जैसे यहां दिखाया गया है इसलिए यदि आपके पास आउटपुट वोल्टेज के लिए यह सूत्र है तो आपका आउटपुट वेव यह होगा इसलिए हम अलग अलग तरंगों को अलग अलग तरंग रूपों को अलग अलग डिफरेंशिएटर के इनपुट पर लागू करके फिर से देखेंगे हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग तरंगों के आउटपुट को सभी सही प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमने जो देखा है हमने opamp को एक डिफरेंशिएटर के रूप में देखा है और फिर हमने opamp के उदाहरण को एक डिफरेंशिएटर के रूप में देखा है इसलिए अगले व्याख्यान में हम एक फिल्टर सर्किट के रूप में एक फिल्टर के रूप में opamp का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अब opamp का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है और इसका एक अनुप्रयोग फ़िल्टर है इसलिए हम देखेंगे कि हम फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और इसी तरह के फिल्टर सर्किट और इसी तरह के एम्पलीफायर सर्किट चाहे वह एक इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग इंटीग्रेटरडिफरेंशिएटर समर यूनिटी गेन एम्पलीफायर है हम उदाहरण देखेंगे कि हम उन सर्किटों को ब्रेडबोर्ड पर कैसे लागू कर सकते हैं या हम simulink नाम के सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं कि हम सिमुलेशन को सही तरीके से कैसे कर सकते हैं ताकि सर्किट को कैसे लागू किया जा सकता है और आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और कैसे आप इसे लागू कर सकते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर का उपयोग करके किसी विशेष सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं तो तब तक आप समझते हैं कि वास्तव में एक डिफरेंशिएटर क्या है आप एक बार फिर देखेंगे कि कैसे हम एक डिफरेंशिएटरके लिए समस्या का समाधान कर सकते हैं और फिर अगली कक्षा में अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि opams का उपयोग फिल्टर के रूप में कैसे किया जा सकता है क्या यह एक निष्क्रिय फिल्टर है या यह एक सक्रिय फिल्टर है और कई प्रकार के फिल्टर हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में तो तब तक आप बस पूरे व्याख्यान को देखते हैं जहां आप समझ चुके हैं कि opamps को एम्पलीफायर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए तब तक आप ध्यान रखते हैं और मैं आपको अगले व्याख्यान में देखूंगा अलविदा